अर्रे एंटीना पर NPTEL व्याख्यान मैं आपका स्वागत है वास्तव में हम वायर एंटीना देख रहे थे कुछ वायर एंटीना जैसे डिपोल्स मोनोपोल फोल्डेड डिपोल आदि हमने देखे हैं लोजिकली अगले फेज में एक एंटीना को देखना होगा जो कि फील्ड में पावर रेडिअट्स करता है जिसका अर्थ है एपर्चर प्रकार का एक एंटीना लेकिन इससे पहले इन वायर एंटीना चर्चा में हम एक चीज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं अगर हम वायर एंटीना को देखते हैं जो हमने अब तक देखा है तो पैटर्न वायर एंटीना पैटर्न जैसा दिखता है आप देखेंगे कि E फील्ड में या थीटा प्ले थीटा दिशा में हमारे पास एक डायरेक्शनल बीम है लेकिन Phi दिशा या अजीमुथल प्लेन में हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल पैटर्न है अब कुछ समस्या है या वास्तव में वायर एंटीना सीमेट्रिकल हैं कि हम सभी ने वायर एंटीना को फ़ीड के पॉइंट ऑफ़ व्यू से सीमेट्रिकल देखा है और इसके लिए यह स्वाभाविक है कि अज़ीमुथल दिशा में रेडिएशन पैटर्न में कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होगा अब यह प्रसारण प्रकार के एंटीना के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इन वायर एंटीना का उपयोग रेडियो प्रसारण या टीवी प्रसारण अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है लेकिन इसे सेलुलर टेलीफोन आदि की मदद से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करने के लिए बढ़ाया जाता है एक और समस्या आयी है कि अगर मेरे पास अज़ीमुथल दिशा है इसका मतलब है कि मेरे पास एक एंटीना है जिसकी परपेंडिकुलर डायरेक्ट प्लेन में एंटीना अक्ष की तुलना में मेरे पास एक समान पैटर्न है तो अगर रेडिएशन का कोई अन्य सोर्स या पास में कोई अन्य ट्रांसमीटर है तो बहुत इंटरफेरेंस होगा इसलिए जब तक और जब तक मैं इन्हें आकार नहीं दे सकता तब तक समस्याएँ रहेंगी क्योंकि मजबूत इंटरफेरेंस होगा जिस समस्या को हम कह रहे हैं मान लीजिए कलकत्ता रेडियो स्टेशन रेडिएटिंग कर रहा है और पास में ढाका रेडियो स्टेशन है अब यदि कलकत्ता रेडियो स्टेशन ढाका रेडियो स्टेशन की दिशा में एक नल नहीं रखता है तो ढाका रेडियो स्टेशनों में इंटरफेरेंस होगा तो आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं यह समस्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास इसमें से एक ट्रांसमीटर है यदि कोई अन्य ट्रांसमीटर है तो यह आवश्यक है कि उस दिशा में मुझे एक नल होना चाहिए लेकिन यह उस वायर एंटीना के साथ संभव नहीं है जिसे हमने अब तक देखा है उनके इस अज़ीमुथल पैटर्न के होने के कारण इसीलिए हमने देखा है कि रेडिएशन पैटर्न में थीटा डिपेंडेंस रेडिएशन पैटर्न नहीं है पूरी तरह से रेडिएशन पैटर्न उन एंटीना के लिए Phi डिपेंडेंस नहीं है जो हमने देखे हैं अब केवल इन्हें सुधारने के लिए आप यह देखें कि यदि एक ही एंटीना के बजाय हम दो एंटीना या अधिक एंटीना का अधिक संख्या में उपयोग करते हैं तो इस समस्या को ठीक किया जा सकता है यही कारण है हम देखेंगे कि मूल रूप से यह संचार एंटीना वे एक बॉक्स में सील कर रहे हैं यदि आप इस सेलुलर टेलीफोनिक बेस स्टेशन एंटीना को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास एक लंबा बॉक्स है वास्तव में यदि आप वास्तव में उस बॉक्स को खोलते हैं तो वह बॉक्स कुछ भी नहीं है लेकिन यह एक सीलबंद चीज है यदि आप बॉक्स को खोलते हैं तो एंटीना होगा वे पैच एंटीना की तरह कुछ का उपयोग करते हैं लेकिन पैच एंटीना एक अर्रे है पैच एंटीना के बजाय वे डाईपोल्स भी इस्तेमाल कर सकते थे तो कुछ स्टेशनों में आपको एक साथ डाईपोल्स की संख्या दिखाई देगी तो उस अर्रे एंटीना को पैटर्न को आकार देना है ताकि इंटरफेरेंस से बचा जा सके अब हम पहले ये देखेंगे कि क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे अगर दो अर्रे एंटीना हम एक साथ रखें इसका मतलब है हम कहते हैं कि एंटीना अभी भी z डायरेक्टेड चीजों में हैं मान लीजिए यह एक डाईपोल्स में से एक है यह एक और डाईपोल्स है या यह एक मोनोपोल है यह एक और मोनोपोल आदि है और इसलिए वे x के साथ हैं एंटीना करंट z डायरेक्टेड में हैं और वे एक दूरी d से अलग हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि अज़ीमुथल प्लेन में क्या हो रहा है इसका मतलब इस P दिशा में कुछ आरबिटरेरी बिंदु P है तो इन दो एंटीना का केंद्र वास्तव में यहाँ है अब एंटीना अक्ष अर्रे अक्ष से बाहर हो जाएगा जिसे x अक्ष कहा जाएगा एंटीना z डायरेक्टेड है लेकिन x अक्ष के साथ एंटीना रेडियंट हैं तो x अक्ष उस बिंदु के केंद्र में स्थित अर्रे अक्ष है जो कोआर्डिनेट का केंद्र भी है तो फील्ड पॉइंट P है तो इस अर्रे अक्ष का केंद्र बिंदु P का त्रिज्या वेक्टर है तो यह एंटीना अगर मैं इस एंटीना से बिंदु P से r1 की दूरी पर हूं तो यह दूसरा एंटीना I2 है जो कि फ़ील्ड वेक्टर P से r2 की दूरी पर है और अगर हम इस P को XY प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस में एक प्रोजेक्शन एंगल phi है इसका मतलब है यह P एक एंगल phi पर है और यहाँ से थीटा भी है तो यह P एक दूरी r थीटा Phi पर है तो अब हम रुचि रखते हैं कि क्या होता है इस अज़ीमुथल या पूरे फील्ड पैटर्न पर अगर हम बिंदु P पर हैं तो हम सबसे पहले उस बिंदु का मूल्यांकन करेंगे कि बिंदु P यह वही व्यू बिंदु है जाहिर है हम P फार फील्ड में रुचि रखते है तो आप इस संरचना में देखते हैं कि हमने अभी एक स्नैपशॉट लिया है जो अक्ष एंटीना 2 पर है हालांकि यह वायर एंटीना है हमारे पास ध्यान आकर्षित करने वाले एंटीना 1 के लिए बिंदु है एंटीना 2 एंटीना 1 केंद्र से d2 दूरी पर है एंटीना 2 केंद्र से d2 दूरी पर है तो इंटर एंटीना या इंटर एलिमेंट स्पेसिंग d है यह बिंदु P है अब P फार फील्ड में है तो r1 r2 सभी d बहुत से बड़े हैं तो यही कारण है कि वे सभी समानांतर किरणें और r1 r r2 हैं इसलिए वे वास्तव में एम्प्लीट्यूड पार्ट में अंक में हैं हम कह सकते हैं कि r r1 r2 समान हैं लेकिन फेज पार्ट में हम नहीं कर सकते तो हमें r के संबंध में r2 और r1 क्या है इसका मूल्यांकन करना होगा इसलिए जैसा कि हमने इनसे देखा है कि आप आसानी से देख सकते हैं कि मूल रूप से मैं r1 r माइनस d2 cos phi और r2 r प्लस d2 cos phi फेज पार्ट के लिए ऐसा लिख सकता हूँ जो हम करेंगे तो अब आइए जानें कि फ़ील्ड क्या है तो हम जानते हैं कि क्या यह कोई वायर एंटीना है तो हमें अलग अलग एलिमेंट इस एंटीना 1 या एंटीना एलिमेंट 1 एंटीना एलिमेंट मान लेते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि यह Eθ फार फील्ड डायरेक्टेड है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि सबसे फार फील्ड जो एंटीना 1 के लिए लिखा जा सकता है मैं कह सकता हूं कि यदि आप उस वास्तविक एक्सप्रेशन को देखते हैं जो पहले से ही इन एक्सप्रेशंस में पता लगा चुके है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वास्तव में मैं यहाँ Eθ फार फील्ड के लिए कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जैसे j 60 I e की पावर माइनस j beta नॉट r बाय r F θ यह वह एक्सप्रेशन हैं जिसका हमने मूल्यांकन किया था मुझे नहीं पता कि हमने इसे देखा है या हम इसे देख सकते हैं या नहीं मुझे लगता है कि यह वही है जिसे हमने देखा है जब हम इस eta नॉट के मूल्य को 125 के रूप में रखते हैं तो यह ऐसा हो जाता है इसलिए इन पर आधारित मुझे लगता है कि मैं इसे डाईपोल्स के लिए कह सकता हूं तो इन पर आधारित मुझे लगता है कि मैं बिंदु P पर Eθ1 फील्ड लिख सकता हूं एंटीना 1 के कारण बिंदु P पर Eθ1 जो कि कुछ कांस्टेंट I के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए यह K वास्तव में यहां सब कुछ है जो आप j eta नॉट देखते हैं यह 2 pi और Fθ सब कुछ जो मैंने यहां रखा है इसका मतलब है की वास्तव में यह एक कांस्टेंट है और यह थीटा का एक फंक्शन है तो यह भी निर्भर करता है इसलिए आपने यहां शामिल किया है क्योंकि मुझे यह कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि परिणामी फील्ड की थीटा डिपेंडेंस क्या है मैं यह देखने के लिए इच्छुक हूं कि फील्ड की Phi डिपेंडेंस क्या है तो K ने सभी मल्टिप्लिकेशन को अवशोषित कर लिया है और I क्या हैं I इस एंटीना को फीड किया गया करंट हैं इसलिए यदि हम यहां इस एंटीना 1 को देखते हैं जिसे I1 करंट के साथ फीड किया गया है और यह फेज कुछ रिफरेन्स फेज के संबंध में अल्फा है तो यह एक्साइटेशन ऐंटेना में एक वास्तविक चीज है यह कॉम्प्लेक्स एक्साइटेशन है जो कि मौजूदा करंट एक्साइटेशन एंटीना है जो हमारे हाथ में है तो यहाँ हम एक I और एंगल अल्फा के साथ I1 को एक्साइटिंग कर रहे हैं जबकि I2 उसी करंट से एक्साइटेड है जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं लेकिन इसने साधारण बात को उसी करंट एम्प्लीट्यूड I से शुरू करने के लिए कहा है लेकिन I2 के लिए एंगल 0 है I1 करंट एक एंगल अल्फा द्वारा लीड होता है तो यह करंट I अल्फा और दूरी r1 है तो यह सबसे दूर का पहला एंटीना एलिमेंट है दूसरा एंटीना एलिमेंट I0r2 e की पावर माइनस j बीटा नॉट r2 के रूप में लिखा जा सकता है वास्तव में यह डाईपोल्स के बजाय किसी भी वायर एंटीना के लिए सही है जिसे आप भी ले सकते थे तो ये चीजें केवल कभी कभी टर्मिनल कर्रेंटस के नॉन रेजोनेंस प्रकार के डाईपोल्स की होती हैं जो कि वे यहां टर्मिनल कर्रेंटस हैं या यह अधिकतम करंट है जो उनके मामले में फ़ीड बिंदु पर होती है अधिकतम फ़ीड बिंदु पर नहीं हो सकता है ताकि उसके द्वारा कुछ कांस्टेंट संबंध अतिरिक्त हो सकते हैं अब इसलिए यह एक्साइटेशन कैसे किया जाता है आप देखते हैं कि दोनों ही एक करंट एम्पलीटूड के साथ एक्साइटेड हैं लेकिन अलग अलग फेज के साथ इसका मतलब है यह यहाँ इस I1 और I2 को देखता है जिसे हम एक ही सोर्स के साथ फीड कर सकते हैं लेकिन I1 और I2 के मार्ग के बीच एक फेज शिपिंग नेटवर्क होना चाहिए तो कि इन करंट को एंगल अल्फा द्वारा स्थानांतरित किया जाता है जो एकमात्र चाल है तो लाइन फीडिंग में एक फीडिंग नेटवर्क चीज को होना चाहिए अब अन्य चीजें हैं जो आप फार फील्ड देख रहे हैं जो हमने देखा है वह 1r के रूप में भिन्न निर्भर करता है सोर्स से अवलोकन बिंदु से दूरी और यह भी एक फेज स्पेस फेज e की पावर माइनस j बीटा नॉट r1 हैं तो अब बिंदु P पर कुल फ़ील्ड क्या होगा तो यह Eθ1 प्लस Eθ2 होगा और हम कह सकते हैं कि r1 और r2 फिर से कहते हैं कि हम फार फील्ड में हैं तो फार फील्ड का मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि r1 r2 के समान ही है जैसे कि हम डिनोमिनेटर में या एम्प्लीट्यूड पार्ट में r के लिए कर रहे है तो मैं K लिख सकता हूँ फिर I फिर r तब यहाँ मैं e की पॉवर माइनस j बीटा नॉट r1 लिख सकता हूँ और साथ ही मैं e की पॉवर j अल्फ़ा को मौजूदा करंट एक्साइटेशन के कारण लिखूँगा और यहाँ मैंने e की पॉवर माइनस j बीटा नॉट r2 किया है इस बात को अब मुझे इन शर्तों को फार फील्ड में रखना होगा कि r1 r माइनस d2 प्लस phi और r2 r प्लस d2 कॉस phi होगा इसलिए इनको डालकर मैं लिख सकता हूं कि Eθ K I बाय r e की पावर j alpha बाय 2 e की पावर माइनस j beta नॉट r e की पावर j beta नॉट d बाय 2 cos phi प्लस alpha बाय 2 e की पावर माइनस j beta नॉट d बाय 2 cos phi प्लस है तो यह हो सकता है तो ये मेरी सुविधा से मैं इसे 2 e कि पावर j अल्फा बाय 2 KI लिख सकता हूं तो आप देखते हैं कि यह एक मैंने लिखा है कि इस पूरे हिस्से को मैं एक अर्रे फैक्टर के रूप में लिख रहा हूं जो आप पहले डाईपोल्स एक्सप्रेशन में देखते हैं कि हमारे पास Fθ है वास्तव में यह छोटा f होना है तो यह एक एलिमेंट पैटर्न से है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह थीटा भिन्नता है यह चीज़ केवल d और अल्फा का एक फंक्शन है तो दोनों अर्रे पैरामीटर हैं जो कि दो एंटीना एलिमेंट के बीच d पृथक्करण है और अल्फा एंटीना के करंट के प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट है इसलिए इसके अलावा सभी कांस्टेंट शब्द हैं तो यह एक F θφ अर्रे फैक्टर है तो यह phi के रूप में अलग अलग है यह सामान्य रूप से थीटा के साथ भी भिन्न हो सकता है यही कारण है कि हम थीटा phi लिख रहे हैं यह क्या है आप देख रहे हैं यह कुछ भी नहीं है लेकिन क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं यह कुछ नहीं था लेकिन हमारा एलिमेंट पैटर्न था यह अर्रे का पैटर्न है और एक एलिमेंट जिसे आप देखते हैं वह फार फील्ड है तो इसका मतलब है अब कुल फील्ड जो आप देखते हैं यह कांस्टेंट भाग है और अगर मैं इनमें से मैग्नीट्यूड लेता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यह एलिमेंट पैटर्न है जाहिर है यह एक फ़ील्ड पैटर्न है क्योंकि यह Eθ है और यह अर्रे पैटर्न है तो अर्रेस ज्यामिति द्वारा यह पैटर्न मिल रहा है एलिमेंट से यह पैटर्न मिल रहा है तो Eθ क्या है Eθ या कुल यह अर्रे एंटीना पैटर्न कुछ भी नहीं है लेकिन अर्रे पैटर्न के साथ उस एलिमेंट पैटर्न का मल्टिप्लिकेशन है यह सामान्य परिणाम है इसे पैटर्न मल्टिप्लिकेशन का सिद्धांत कहा जाता है तो परिणामी फील्ड व्यक्तिगत समान एलिमेंट्स के पैटर्न और अर्रे फैक्टर का प्रोडक्ट है इसलिए यह दो एलिमेंट्स के लिए प्रमुख पैटर्न मल्टिप्लिकेशन है जो हमारे पास है हम इन्हें केवल इस व्याख्यान में देख सकते हैं या अगले व्याख्यान में यह आम तौर पर साबित होगा कि किसी भी प्रकार के अर्रे के लिए यह सामान्य बात है कि एलिमेंट पैटर्न और अर्रे पैटर्न मल्टिप्लिकेशन हो जाता है अब phi के एक फंक्शन के रूप में प्रत्येक थीटा के परिमाण पर हमारी रुचि क्या थी क्योंकि हमने वहां से दो एलिमेंट्स की एक अर्रे होने के लिए प्रेरित किया तो हम देखते हैं कि तो मुझे फिर से अर्रे फैक्टर के तर्क को फिर से लिखना चाहिए इसका मतलब है कि यह एंगल psi है जो कि यहाँ एक psi है तो मैं हाफ बीटा नॉट d cos phi प्लस अल्फा लिख सकता हूँ तो बीटा नॉट मान डालकर तो p d बाय lambda नॉट cos phi प्लस अल्फा बाय 2 तो आप देखते हैं कि psi क्या है यह वेरिएबल psi कुछ भी नहीं है लेकिन यह दो एंटीना की इलेक्ट्रिकल सेपरेशन दूरी का एक फंक्शन है d बाय लैम्ब्डा नॉट द्वारा इलेक्ट्रिकल सेपरेशन दूरी है और यह भी अल्फा का एक फंक्शन है जिसे मैंने पहले ही प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट के रूप में समझाया था तो अब मैं आसानी से लिख सकता हूँ कि कुल फील्ड E थीटा का परिमाण क्या है जिसे M बाय r cos phi जैसा कुछ लिखा जा सकता है M क्या है यह M 2 KI है कुछ कांस्टेंट है पहले से ही देखा है कि ये एक एक्साइटेशन पर निर्भर हैं और मैं किस प्रकार के एलिमेंट का उपयोग कर रहा हूं तो पावर पैटर्न का आकार क्या होगा जाहिर है रेडिएशन पैटर्न का आकार मूल रूप से पावर पैटर्न है इसलिए फार फील्ड में हम Hφ मैग्नेटिक फील्ड को जानते हैं जो इन में कुछ कांस्टेंट होगा इसका मतलब है एटा नॉट इनटू तो इसका मतलब है कि इस पैटर्न का वर्ग पावर पैटर्न होगा तो यह आप इस cos को cos phi के आधार पर देख सकते हैं इसलिए आप जिन विभिन्न मानों को देखेंगे वे इस पैटर्न में विभिन्न मैक्सिमा और मिनिमा हैं तो पैटर्न एंटीना में शामिल होने वाली एक रेखा के बारे में सीमेट्रिकल होगा क्योंकि x एक्सिस में हमने दो एंटीना एलिमेंट्स को सीमेट्रिकल रूप से लिया है तो इसका मतलब है हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वह एडजस्टमेंट है जो मैं अंतर एलिमेंट स्पेसिंग के साथ खेल सकता हूं तो दो एलिमेंट स्पेसिंग क्या है कि अगर मैं एडजस्ट करता हूं तो मैं मूल रूप से इस psi को बदल रहा हूं और इससे यह cos psi मान बदल रहा है तो पैटर्न बदल जाएगा साथ ही मैं प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट अल्फा के इस मूल्य को एडजस्ट कर सकता हूं और इसके द्वारा मैं पैटर्न को बदल सकता हूं मान लीजिए मैं एंटीना स्पेसिंग को एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ d को लैम्ब्डा नॉट बाय 2 के बराबर लेता हूँ हाफ वेव लेंथ लंबी हाफ वेव लेंथ दूरी का पृथक्करण है और हमें लगता है कि alpha 0 है कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों को इन फेज फेड किया जाता है तो स्पष्ट रूप से शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं कि यदि कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो बिंदु P पर चीज की अधिकतम सीमा होगी क्योंकि r1और r2 सीमेट्रिकल हैं यदि हम फिर से इस एंटीना अर्रेस को देखते हैं इसलिए अगर मेरे पास कोई फेज डिफरेंस नहीं है जिसका अर्थ है अल्फा 0 है तो यह इस बिंदु पर ले जाएगा क्योंकि यह पैटर्न यहां एक बिंदु पर चुनता है यह यहां एक बिंदु पर चुनता है तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि इन मामलों के लिए phi का मूल्य क्या है Phi आप pi बाय 2 cos phi देखते हैं तो अब पैटर्न अर्रे फैक्टर cos psi हो जाएगा जिसका अर्थ है cos pi बाय 2 cos phi तो एक निश्चित दूरी r के लिए इस cos phi या इस पैटर्न में pi बाय 2 द्वारा बिंदु पर नल होगा इसलिए जब ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब है मानों के लिए phi 0 डिग्री के बराबर है और 180 डिग्री nulls हैं तो आप देख सकते हैं कि यह पैटर्न है जिसे आप पहले देखते हैं कि हमने d लैम्ब्डा नॉट बाय 2 के और अल्फा 0 के बराबर लिया है तो आप देखते हैं कि यह अर्रे अक्ष है इसलिए यह 0 डिग्री है इसका मतलब है यहाँ एक नल है यह 0 डिग्री है यह 180 डिग्री है क्योंकि यह एंगल 180 डिग्री है तो यहाँ भी पैटर्न में एक नल है अब मैक्सिमा कहाँ है तो आपको मैक्सिमा पता है कि हम इस पैटर्न को d बाय d phi cos pi बाय 2 cos phi द्वारा अलग अलग करके मैक्सिमा पता कर सकते हैं अब यह मिनीमा मैक्सिमा हो सकती है जिसे आप जांच सकते हैं कि क्या यह मिनीमा है तो या सामान्य तौर पर अगर हम ऐसा करते हैं क्योंकि यह एक विशेष मामला है और यहाँ आते हैं कि सामान्य तौर पर d बाय d phi cos pi d बाय lambda नॉट cos phi प्लस अल्फा बाय 2 के बराबर होता है आप यह करते हैं तो यह sin phi sin pi d बाय lambda नॉट cos phi प्लस अल्फा बाय 2 0 के बराबर हो जाते है तो sin phi 0 एक समाधान में से है इसका मतलब है कि phi 0 के बराबर है या आपको मैक्सिमा या मिनीमा देता है इसी तरह phi 180 डिग्री भी मैक्सिमा या मिनिमा के बराबर है और यह दूसरी शर्त आपको यह देता है कि pi d बाय lambda नॉट cos phi प्लस अल्फा बाय 2 यह भी 0 प्लस माइनस pi प्लस माइनस 2pi पर मैक्सिमा या मिनिमा देगा तो आप हमारी चीज़ का मान रख सकते हैं और मान सकते हैं अगर हम d रखते हैं उस विशेष मामले में d lambda नॉट बाय 2 के समान है और अल्फा 0 के बराबर है तो आप pi बाय 2 cos phi को 0 के बराबर रख सकते हैं जो आपको देता है तो phi pi बाय 2 के बराबर है और अगर आप जाँचते हैं कि यह मैक्सिमा होगा जो यहाँ होता है तो आप देखें pi बाय 2 पर यह अधिकतम है तो यह pi बाय 2 है यह eh है आप माइनस pi बाय 2 या प्लस pi बाय 2 कह सकते है तो वहाँ यह कर रहे हैं अब आप देखते हैं कि यदि आप इन पर जाते हैं तो मान लीजिए कि मैं लैम्ब्डा नॉट बाय 2 और अल्फा pi के बराबर है इसका मतलब है कि प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट pi आप अर्रे अक्ष के साथ लंबित अर्रे के लिए परपेंडिकुलर दिशा में पैटर्न लेने के बजाय देखते हैं वास्तव में यह बाद में साबित होगा इस प्रकार के अर्रे को बॉक्स साइड अर्रे कहा जाता है जहां अधिकतम अर्रे अक्ष पर परपेंडिकुलर जगह लेता है यह एक एन्ड फायर अर्रे का एक उदाहरण है जहां अधिकतम धुरी के साथ होता है बस कोई फेज शिफ्ट के बजाय प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट को बदलकर हमने दो एलिमेंट के बीच 180 डिग्री फेज बदलाव दिया है और जो आपको अंत में एन्ड फायर देता है इसी तरह आप प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट pi बाय 2 दूरी pi बाय 4 ले सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि पैटर्न यहां है तो एक नल है मान लीजिए अगर कोई नल है तो इस दिशा से इंटरफेरेंस होता है आप एक नल यहां रख सकते हैं अन्य दिशा लगभग सर्कुलर प्रकार की चीज तो यह वास्तव में आपको ऐसा करने में मदद करता है आप देखेंगे कि पैटर्न मल्टिप्लिकेशन के इन सिद्धांतों का उपयोग करके आप बीम्स को फैला सकते हैं इसलिए जब हम कहते हैं कि आजकल MIMO एंटीना इत्यादि या एक एंटीना में ऐन्टेना अर्रे 4 बीम है 5 बीम हैं ये सभी यहां से बन जाते हैं इसलिए हम और अधिक आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यह मल्टिप्लिकेशन शब्द सामान्य है लेकिन वास्तव में अगर हम अर्रे एंटीना के सामान्य सिद्धांतों द्वारा प्राप्त करते हैं तो हम बहुत बेहतर विचार प्राप्त कर सकते हैं तो मुझे देखने दो यह उस पैटर्न मल्टिप्लिकेशन का उदाहरण है जिसे आप देखते हैं कि अगर मेरे पास चार ऐसे बीम हैं तो मान लीजिए कि यह लैम्ब्डा नॉट बाय 4 है और ये दो एंटीना हैं यदि उनका पृथक्करण लैम्ब्डा नॉट बाय 2 है यह इसका एक एन्ड फायर प्रकार है तो अब अगर हम 1 2 3 4 चार एंटिना एलिमेंट लेते हैं यह एक और वे लैम्ब्डा नॉट बाय 4 से अलग होते हैं यह एक और लैम्ब्डा नॉट बाय 4 है तो आप देखते हैं कि यहां दो समूह हैं अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह 1 2 और 3 4 है तो 1 2 मुझे इन जैसे पैटर्न देगा लेकिन यह पैटर्न यहां आएगा इसी तरह 3 4 यह पैटर्न यहां आएगा और फिर उस समूह को इन लैम्बडा नॉट बाय 2 अंतर एलिमेंट्स में किया जाएगा इसलिए इसके कारण उस समूह के उप समूह अर्रे के कारण आपके पास ये हो सकते हैं तो इस पैटर्न को यहां एक दूसरे से मल्टिप्लिकेशन किया जाएगा तो इस प्रकार के पैटर्न में परिणाम होगा ऐसे तीन बीम्स होंगे तो यह लेकिन आप पैटर्न मल्टिप्लिकेशन की मदद ले सकते हैं लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आम तौर पर यह भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे पास यह चीज है तो हम अगला N एलिमेंट अर्रे से शुरू करेंगे तो मान लीजिए कि मेरे पास इन सभी समान रेडिएटर्स के समान रेडिएटर हैं लेकिन कोआर्डिनेट प्रणाली से अलग अलग दूरी पर उपलब्ध हैं और मैं फार फील्ड को देख रहा हूं तो यहाँ हम कहते हैं कि यह i th रेडिएटर इन्हीं के साथ है यहाँ i th रेडिएटर इन दिशाओं के साथ है और इसलिए यहाँ P पर है तो यह ar वेक्टर फील्ड पॉइंट के साथ यूनिट वेक्टर है तो कोई भी i th रेडिएटर जो इन ar वेक्टर से अंतर होगा इसका मतलब यह है कि यह एक रास्ता है लेकिन मान लीजिए कि मैं इन i th रेडिएटर के साथ हूं इसलिए i th रेडिएटर में ar डॉट ri का अंतर होगा क्योंकि यही ar होगा यह ri वेक्टर है तो यह हिस्सा इसका अर्थ है इस एंगल के इन ri cos और ar cos जो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस होगा तो मान लें कि अगर मेरे पास r3 है तो यह ar डॉट r3 ar dot r1 आदि होगा इसलिए मैं आपको यह भी बता सकता हूं क्योंकि यह फिगर इतना अच्छा नहीं है यह Collins बुक से लिया गया है तो मैं इसे वही फिगर कह सकता हूं जो मेरा मतलब है कि यह कोआर्डिनेट ओरिजिन है मुझे यह कहना है कि यह बिंदु P है इसलिए P बिंदु के साथ मेरे पास एक ar वेक्टर यूनिट वेक्टर दिशा में है और हम कहते हैं कि मेरे पास यहाँ एक रेडिएटर है यहाँ करंट एलिमेंट है में इसे ri कहता हूँ तो यह एक पथ की लंबाई होगी जैसे कि यह एक होगा तो इस बिंदु पर यह पथ इस पथ की लंबाई और इस पथ की लंबाई के बीच का अंतर कितना है क्या मैं कह सकता हूं कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह अंतर है और यह अंतर इस अंतर का मूल्य क्या है यह कुछ भी नहीं है लेकिन मैं क्या कह रहा था कि यह ar डॉट ri है तो इसका मतलब है जब लिखेंगे कि ri के लिए क्या रास्ता है तो यह लिखेंगे कि r माइनस ar डॉट ri है यह ri r माइनस ar डॉट ri के बराबर है यह मैं बहुत अच्छी तरह से साबित करने की कोशिश कर रहा था यहाँ मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों है लेकिन अन्यथा अगर मैं यहां देखता हूं इसलिए ये सभी एलीमेंट्री एंटीना हैं I N के पास ऐसे प्रारंभिक एंटीना हैं जिनके साथ शुरू करने के लिए मैं उन्हें अपने कोऑर्डिनटस आदि के बारे में जान बूझकर वितरित कर रहा हूं इसलिए मैं उन सभी फ़ील्ड्स के सुपरपोजिशन से कुल फार फील्ड प्राप्त कर सकता हूं और वहाँ भी आप जानते हैं कि इस ज्यामिति के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एंटीना एलिमेंट एक्साइटेड हो रहा है तो हम कहते हैं कि एक्साइटेशन वास्तव में यह एक्साइटेशन एक जटिल एक्साइटेशन है मैं जिसे Ci कहूंगा तो या मैं इसे Ci एम्प्लीट्यूड और फेज अल्फा i कहूंगा तो इसका मतलब है प्रत्येक रेडिएटर के लिए करंट एक्साइटेशन मै करंट बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये अवधारणा सामान्य है यह वायर एंटीना या एपर्चर एंटीना आदि के लिए सच है एपर्चर एंटीना के मामले में हम देखेंगे कि हमारे पास कंडक्शन करंट नहीं है हमारे पास कुछ अन्य प्रकार की चीजें होंगी जिन्हें हम जानते हैं उनमें से वे भी हो सकते हैं हम आम तौर पर इसे मैग्नेटिक करंट आदि कह सकते हैं तो यही कारण है कि मैं एक्साइटेशन एम्प्लीट्यूड Ci लिख रहा हूँ और किसी भी रिफरेन्स के संबंध में उस फेज अल्फा i और केंद्रीय एलिमेंट या केंद्रीय बिंदु है वहाँ हम एक रिफरेन्स एंटीना रख रहे हैं और उस रिफरेन्स एंटीना का रेडिएशन Ci 1 और अल्फा i 0 है तो उस के संबंध में कि ये एक्साइटेशन Ci अल्फा i एक्साइटेशन है त्रिज्या मैंने पहले ही कहा है कि अवलोकन बिंदु का r त्रिज्या वेक्टर है और जाहिर है थीटा phi भी है तो यह r त्रिज्या वेक्टर है और यह यूनिट वेक्टर है जिसे मैंने यहां दिखाया है तो अब हम रिफरेन्स एंटीना फील्ड लिखते हैं तो सिस्टम के केंद्र में रिफरेन्स एंटीना है इसलिए यह एक फार फील्ड Er को रेडिएटिंग कर रहा है जिसे मैं f θφ e की पावर माइनस j K0 r बाय 4 pi के रूप में लिख सकता हूं तो एलेमेंटल एंटीना का थीटा रेडिएशन पैटर्न क्या है एलेमेंटल एंटीना का मतलब है कि वे शायद डाइपोल देते हैं वे शायद आयताकार वेवगाइड हो सकते हैं वे जो भी हो जो भी हो लेकिन एलेमेंटल इस एलिमेंट के एलिमेंट का मतलब है और हम मानते हैं कि सभी एक ही प्रकार की चीज़ हैं जो इसे यहाँ एक अर्रे में कहते हैं आम तौर पर वे एलिमेंट हैं वही हालांकि बहुत परिष्कृत अर्रे में अंतर हो सकता है लेकिन यहां वह ट्रीट नहीं करेगा सभी रेडिएशन पैटर्न phi थीटा हैं और फार फील्ड में हम जानते हैं कि r ri मैग्नीट्यूड से बहुत अधिक होगा रेज़ सभी त्रिज्याओं का निर्माण करती हैं जो वे अनिवार्य रूप से समानांतर हैं और मैंने पहले ही लिखा है कि वह Ri दूरी है मैं Ri r माइनस ar डॉट r i के रूप में लिख सकता हूं इसलिए i th एंटीना द्वारा निर्मित फार फील्ड को एक k नॉट प्रोपेगेशन फेज डिले का सामना करना पड़ेगा जो कि रिफरेन्स एंटीना की तुलना में इससे छोटा है तो अब मैं परिणामी फील्ड लिख सकता हूं तो यह एक एलिमेंट के लिए था तो सभी के लिए E Ci e की पावर j अल्फ़ा i f θφ e की पावर माइनस j k0 r प्लस j k0 ar डॉट ri के लिए 1 से N के बराबर है मैं f θ φ e की पावर माइनस j k0 r ले सकता हूं और Ci के अंदर e की पॉवर j अल्फ़ा i plus j k0 ar dot ri पर निर्भर करता हैं तो इस व्याख्यान के साथ अब यह निष्कर्ष निकाला गया है बाद के व्याख्यान में हम देखेंगे कि अगले व्याख्यान में इस भाग के निहितार्थ क्या हैं धन्यवाद